"कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑफ़ मशीन टूल्स एंड प्रोसेसेस" के खुले पाठ्यक्रम के आठवें व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है तो आज हम लोग कुछ उपकरणों जो सीएनसी प्रणाली में उदाहरण के लिए टेकोजेनरेटर प्रिंटेड सर्किट मोटर इनकोडर्स इत्यादि जो प्रयोग होते हैं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं हमारी चर्चा का केंद्र क्या है

क्योंकि इसके पास हर में कुछ है जो 1 से जोड़ा गया है जो कि नकारात्मक है ठीक है यह टर्म सकारात्मक है तो KA×KTK1 सकारात्मक है और इसलिए τ जब इस विशेष कारक के द्वारा गुणा किया जाता है तो निश्चित रूप से कम हो जाएगा इस तरह से यह गणितीय रूप में दिखाया गया है कि टेकोजेनरेटर के समावेश से यह टाइम कांस्टेंट को कम कर देता है और प्रणाली की प्रतिक्रिया तेज बना देता है किसी भी बाहरी उत्तेजना जैसे स्टेप वोल्टेज हालांकि यह एकमात्र तरीका नहीं है जिसमें हम लोग इस विशेष समस्या को संबोधित करते हैं हमारे पास देखने के लिए दूसरा तरीका भी है तो चलिए देखते हैं तो हमारे पास एक बहुविकल्पीय प्रश्न है एक टेकोजेनरेटर जो स्थाई चुंबक DC मोटर है एक जेनरेटर के जैसा चलाया जाता है तो इसका आउटपुट वोल्टेज हमेशा होगा नियत शाफ्ट RPM पर निर्भर करेगा सीनूसवाईदल दूसरा कोई नहीं तो चलिए पहला विकल्प को लेते हैं स्थिर टेकोजेनरेटर का वोल्टेज आउटपुट क्या स्थिर है

क्योंकि हमें उच्च T J चाहिए तो यह कैसे मदद करता है टॉर्क त्रिज्या के अनुपातिक होता है और यह बल और व्यास के गुने के बराबर होता है यह एक कपल है तो यह टॉर्क त्रिज्या के आनुपातिक होगा ठीक है बल x त्रिज्या या आप बलx व्यास मान सकते हैं अब यदि टॉर्क व्यास के पहले पावर के आनुपातिक है तो हर के बारे में क्या अभी तक हम लोग हर को नहीं देखे हैं हर में J है यदि हम M द्रव्यमान को लेते हैं तो यह त्रिज्या के दूसरे पावर के आनुपातिक होने जा रहा है और यदि हम जड़ता के ज्यामितीय आघूर्ण को लेते हैं तो यह त्रिज्या के चौथे पावर के अनुपातिक हो जाएगा इसलिए यदि हम त्रिज्या को बढ़ाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि यह टर्म छोटा से छोटा हो जाएगा तो इस तरह से यदि हम त्रिज्या को घटाते हैं जैसा की अभी तक करते आ रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि T J निश्चित रूप से बढ़ेगा तो हमारा मूल विचार छोटा से छोटा व्यास का मोटर बनाना है आश्चर्यजनक जब हम बाजार में इस तरह के मोटर खोजते हैं जहां उच्च त्वरण के कारण स्थिर समय कम है तो आप पाते हैं कि इस तरह के मोटर बड़ी त्रिज्या वाला डिस्क आकार भी मौजूद हैं और यह कभी कभी प्रिंटेड सर्किट मोटर या कभी पैनकेक मोटर कहे जाते हैं इस प्रिंटेड सर्किट मोटर में मूल विचार क्या है यह सबसे पहले स्वीकार किया जाता है कि त्रिज्या के बढ़ने से आर्मेचर के उच्च T का मान देगा क्योंकि टॉर्क त्रिज्या के पहले पावर के आनुपातिक है लेकिन दुर्भाग्यवश यह का उच्चतर मान देगा जिसका मतलब हर ज्यादा हो जाएगा इसलिए अंततः यह टर्म बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि यह त्रिज्या के दूसरे पावर के अनुपातिक है यदि आप द्रव्यमान को भी लेते हैं MR2 ठीक है तो इसका मतलब हमें कुछ लाभ नहीं हो रहा है लेकिन हम लोग ऐसा कर रहे हैं इस तरह का मोटर वास्तव में यह उपलब्ध है हम ऐसा क्यों करते हैं यह टर्म वास्तव में दूसरे दृष्टिकोण से संशोधित किया गया है इसका तर्क इस प्रकार है क्योंकि बल x दूरी जो यहां त्रिज्या है चुकी बल x दूरी T हम लोग त्रिज्या को बढ़ा रहे हैं और उसी समय बल भी बढ़ाते हैं जिससे कि हमें दोनों टर्म जो अंश में मौजूद हैं उचित योगदान देंगे और हर में J के लिए चलिए पता लगाते हैं दूसरे गुणक कारक जैसे द्रव्यमान और इसे उचित मात्रा में घटाते हैं जिससे का संयुक्त असर अंततः घट जाएगा तो इस तरह के विशेष प्रकार के मोटर में सभी टर्म संशोधित किए जाते हैं चलिए देखते हैं यह कैसे किया जाता है उदाहरण के लिए बल बल को बढ़ाया जा सकता है स्टेटर में मैग्नेट द्वारा रेडियल फील्ड के बजाय हम बहुत ही मजबूत सिरामिक चुंबक के साथ अनुप्रस्थ क्षेत्र में जा रहे हैं जैसा आप देख सकते हैं कुछ चुंबक आर्मेचर के दोनों तरफ से बहुत नजदीक रखे गए हैं आर्मेचर लगभग पेपर के जैसा पतला हो गया है ठीक है और यह आर्मेचर के अंतिम गति के लिए चुंबक क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं करंट कैसे प्रवाह कर रहे हैं करंट इस रास्ते से बाहर प्रवाह कर रहे हैं और इस रास्ते से आ रहे हैं रेडियली कृपया आकृति को देखें और कमयुटेटर के कारण दिशा बदल रही है तो गति कैसे प्राप्त हो रहा है यदि आप वाम हस्त नियम लगाते हैं उसके द्वारा आप पा सकते हैं कि अंततः गति इस तरह से प्राप्त होगी आर्मेचर का घूमाव क्योंकि फील्ड की दिशा इस तरफ है आर्मेचर के पार और इस आर्म में करंट इस तरफ है रेडियली इन कहा जाए और उस आर्म में उस तरफ है रेडियली आउट और यही कारण है कि फील्ड लगातार पोल जोड़ी पोजीशन के लिए विपरीत हो रहा है लेकिन बल के बढ़ने के बारे में क्या इसलिए बल बढ़ जाते हैं जैसे ही क्षेत्र मजबूत हो जाता है जो बहुत अच्छा है लेकिन द्रव्यमान के घटने के बारे में क्या

यदि हम यहां से शुरुआत करते हैं और इसे 0 बुलाते हैं जो वास्तव में 0111 है आप कभी नहीं समझ पाते हैं की यह 0 है क्योंकि मान लीजिए एक आदमी नहीं जानता है कि उसे बदलाव के लिए क्या करना है जिससे गणना त्रुटि को टाला जा सके तो वह क्या करेगा तो उसे या तो लुकअप टेबल को संदर्भित करना पड़ेगा या मशीन नियंत्रण इकाई के अंदर कुछ डिकोडिंग व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वह जानेगा कि सब ठीक है इसका मतलब वास्तव में 0 है इसका मतलब वास्तव में 1 है और इसी तरह तो ग्रे कोडेड डिस्क गणना त्रुटि को एक विशेष बिंदु पर एक ही समय में एक से अधिक बदलाव को अनुमति ना देकर हल करता है बहुत बहुत धन्यवाद